तो हम कुछ अपने पिछले लेक्चर से शुरू करेंगे जहां मैंने वीएलएसआई डिजाइन ऑटोमेशन चरणों की बात की थी तो इस पार्ट 2 में हम अपने चर्चा को जारी रखेंगे और कुछ अन्य चरणों को भी देखेंगे जोकि फिजिकल डिजाइन साइकिल में बहुत महत्वपूर्ण है तो हम स्टैटिक टाइमिंग एनालिसिस और टाइमिंग एनालिसिस क्या है में जाने से पहले स्टैटिक टाइमिंग एनालिसिस के साथ शुरू करेंगे आइए हम सामान्य दृष्टिकोण से एक डिजाइन देखें इसलिए जब हम एक डिज़ाइन बनाते हैं तो हमारे पास मिलने के लिए कुछ डिज़ाइन विनिर्देश होते हैं आमतौर पर डिज़ाइन विनिर्देशों का मतलब हो सकता है कि मैं इस सर्किट को न्यूनतम क्लॉक फ्रीक्वेंसी पर चलाना चाहता हूं आप 600 मेगाहर्ट्ज़ कह सकते हैं यह न्यूनतम क्लॉक फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए इनपुट और आउटपुट लाइनों के बीच अधिकतम डिले हो ऐसी कुछ चीजें हो सकती हैं जो समय से संबंधित बाधाएं हैं जिन्हें विशिष्टताओं के संबंध में एक डिजाइन के योग्य होने के लिए संतोषजनक होना चाहिए अब ऐसा क्या हो सकता है कि एक बार जब आप डिज़ाइन की प्रक्रिया पर जाते हैं तो आप एक ऐसे डिज़ाइन पर पहुँच जाते हैं जो फ़ंक्शन कार्यक्षमता के संदर्भ में सही होता है लेकिन संदर्भ समय 0158 जो आपको लगता है आपकी अपेक्षा या आवश्यकता के अनुसार डिले को ध्यान में रखते यह प्रदर्शन नहीं कर रहा है आप CAD टूल को अनुवाद के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण देखते हैं Synopsis संदर्भ समय 0212 Cadence Mentor Graphics जो भी आप उपयोग करते हैं वे सॉफ़्टवेयर के बेहद जटिल हैं और आप कभी भी उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वे जो भी पैदा कर रहे हैं वह हमेशा रहेगा सबसे अच्छा होगा या हमेशा आपकी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम होगा तो आपको उस तरह के डिज़ाइन का आकलन करने के लिए उपकरणों या सिस्टम के साथ लगातार काम करने की ज़रूरत है अब स्थैतिक समय विश्लेषण इस संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि सामान्य कारण यह है कि आज हम सर्किट डिजाइनों के बारे में बात कर रहे हैं जहां हमारे पास बहुत स्ट्रैंथ टाइमिंग रिक्वायरमेंट रियल टाइम रिक्वायरमेंट न्यूनतम क्लॉक फ्रीक्वेंसी की आवश्यकताएं हैं इसलिए हमें यह आंकलन करने में सक्षम होना चाहिए कि विस्तृत फैब्रिकेशन चरणों में जाने से पहले सर्किट नेटलिस्ट का विश्लेषण किया जाए ताकि यह आकलन किया जा सके कि हम कहीं गलत तरीके से गलत तो नहीं हो रहे हैं इसलिए यदि हम कुछ सुधारात्मक कदम उठा सकते हैं आप अपनी नेटलिस्ट को संशोधित कर सकते हैं हम अपनी क्लॉक को उस तरह से तेज करने की कोशिश कर सकते हैं और आप किसी तरह के वर्स्ट केस एनालिसिस के विश्लेषण का उपयोग करके कुछ कर सकते हैं तो स्थैतिक समय विश्लेषण मूल रूप से उस बारे में बात करता है मैंने इसका उल्लेख किया कि यह मूल रूप से सर्किट नेटलिस्ट का विश्लेषण करने की कोशिश करता है ताकि सबसे खराब स्थिति सर्किट डिले का निर्धारण किया जा सके यहां देखें जब आप सबसे खराब स्थिति सर्किट डिले की गणना करते हैं तो आप न केवल गेट्स की डिले को कुछ एकल संख्याओं के रूप में मानते हैं जैसे मैं चीजों को सरल बनाने के लिए कह सकता हूं कि इस Gate की डिले 5 है उस Gate की डिले 4 है यह 3 है और इसी तरह कुल डिले की गणना के अनुसार लेकिन चीजें इतनी सरल नहीं हैं इसलिए जब गेट्स वीएलएसआई चिप में डीप सब माइक्रोन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके गढ़े जाते हैं जैसा हम आज करते हैं उसमें मापदंडों में बहुत भिन्नताएं हो सकती हैं जैसे एक गेट में 5 की डिले हो सकती है या दूसरे गेट में एक हो सकती है 47 की डिले और बाकियों में 52 की डिले हो सकती है तो डिले की विविधताएं बहुत होंगी तो हम इसे कुछ न्यूनतम मान और अधिकतम मान के डिजाइन स्लैक कहते हैं तो गेट की देरी को उसके भीतर ही रहना पड़ता है अगर हम पाते हैं कि यह उसके भीतर नहीं है तो संभवतः हमारा सर्किट विफल हो जाएगा लेकिन स्लैक के लिए पर्याप्त विचार करना होगा कि निर्माण के दौरान विविधताओं का ख्याल रखते हुए इसे उन क्षेत्रों के भीतर रखना चाहिए इसी तरह सिग्नल के बढ़ते समय और गिरने का समय इतना अधिकतम या सबसे धीमा और धीमा गिरता समय हमें इस स्लैक मूल्यों को निर्धारित करने के लिए ध्यान रखना होगा इसलिए यह एक है इसका उपयोग करके आप वर्स्ट केस डेलेस का अनुमान लगा सकते हैं और इसलिए आप अधिकतम फ्रीक्वेंसी की भविष्यवाणी कर सकते हैं जिसके साथ आप क्लॉक सिग्नल को फीड कर सकते हैं न केवल यह कि आप सर्किट पर कुछ विश्लेषण कर सकते हैं और आप कुछ सर्किट संशोधनों का सुझाव दे सकते हैं ताकि सर्किट तेजी से चल सके क्लॉक्स को भी तेजी से बनाया जा सकता है क्योंकि मैंने कहा कि यह आधुनिक समय की प्रणालियों में एक आवश्यक कदम है अब हम यहां एक सरल उदाहरण लेते हैं इसलिए जैसा कि आप यहां देख सकते हैं कि हमारे पास 4 गेटों से युक्त एक सरल कांबिनेशनल सर्किट है यह A B C प्राथमिक इनपुट हैं और J और यह एक अन्य D ये आउटपुट हैं तो हम इसे सिग्नल फ्लो ग्राफ के रूप में मॉडल कर सकते हैं जहां हम इनपुट पक्ष और आउटपुट पक्ष में 2 डमी नोड्स का उपयोग करते हैं और हर आप कह सकते हैं कि प्रत्येक सिग्नल लाइन या हर गेट को एक वर्टेक्स द्वारा दर्शाया जा सकता है तो प्रत्येक सिग्नल लाइन हमें इस ग्राफ में एक वर्टेक्स के रूप में दर्शाती है और यह डमी नोड यहां हमें स्रोत के रूप में बुलाता है जिसे हम इसे Ns के रूप में लेबल करते हैं और डमी नोड यहां अंतिम Nf है इनपुट पक्ष में हमारे पास A B और C के लिए नोड्स हैं यहां D E F आप इस E और F को स्पष्ट रूप से देखते हैं वे उसी पंक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं जो वे विद्युत रूप से वहां समतुल्य हैं लेकिन मुझे लगता है कि मैं चाहता हूं कि यह इंटरकनेक्शन हो सकता है ये एक लंबी इंटरकनेक्शन रेखा हैं तो मैं 2 और अलग अलग नोड्स पर E और F का उपयोग करता हूं इसी तरह G और ID और H इस तरह से और इस ग्राफ में मैंने यह नहीं दिखाया है कि इस ग्राफ में से प्रत्येक का एज वेट हो सकता है यह वेट या तो डिले का संकेत दे सकता है गेट डिले इंटरकनेक्शन डिले या दोनों उदाहरण के लिए जब आप A से D तक जाते हैं तो आप इस इंटरकनेक्शन से गुजरते हैं और साथ ही इस गेट डिले से होकर जाने पर ही आप D तक पहुंचते हैं लेकिन जब आप E से F तक जाते हैं तो यह सिर्फ इंटरकनेक्शन है G से I सिर्फ इंटरकनेक्शन है इसलिए यदि आप इस सिग्नल फ्लो ग्राफ को मॉडल करते हैं तो आपके पास इन वेट के लिए कुछ यथार्थवादी मान होने चाहिए अब एक बार जब आपके पास यह हो जाता है तो आप किसी तरह का शॉर्टेस्ट पाथ या लांगेस्ट पाथ एल्गोरिदम इस ग्राफ के माध्यम से चला सकते हैं ताकि आप यह पता लगा सकें कि Ns और Nf के बीच सबसे लंबी डिले क्या है अब मान लीजिए कि मैंने इस पूरे सर्किट को इस तरह से देखा है इसलिए मैं इस सर्किट को एक बॉक्स ब्लैक बॉक्स के रूप में दिखा रहा हूं तो ABC इनपुट हैं सही तो D और J 2 आउटपुट हैं मान लें कि ये कुछ स्टोरेज एलिमेंट को फीड किए गए हैं जो फ्लिप फ्लॉप हैं तो यह आउटपुट कुछ अन्य सर्किट एलिमेंट में जा सकता है जिससे इंटर्न A फीड हो रहा है अब टाइमिंग विश्लेषण के माध्यम से मैं यह पता लगा सकता हूं कि इस सर्किट में इनपुट से आउटपुट D तक की अधिकतम देरी के लिए हमें डेल्टा D कहते है तो मैं यह भी देख सकता हूं कि मैं यह मूल्यांकन कर सकता हूं कि यह सर्किट मॉड्यूल यहां उपलब्ध है आइए हम बताते हैं इसमें डेल्टा डेल्टा है तो क्लॉक सिग्नल जो आप आवेदन कर रहे हैं यदि आप क्लॉक पीरियड T T को देख रहे हैं तो T हमेशा डेल्टा प्लस डेल्टा D की तुलना में अधिक होना चाहिए यह हार्ड टाइमिंग कांस्टेंट है जो इस तरह के सर्किट का होगा इसलिए यदि आप फ्लिप फ्लॉप के बीच सर्किट ब्लॉक में से प्रत्येक का स्थैतिक समय विश्लेषण करते हैं तो आप क्लॉक पल्सेस के बीच वर्स्ट केस टाइमिंग डिले का एक बहुत ही उचित अनुमान लगा सकते हैं ताकि आप कम से कम एक डिग्री ऑफ एक्यूरेसी जान सके की अधिकतम क्लॉक फ्रिकवेंसी क्या है और कितनी है जो आप लागू कर सकते हैं तो मूल रूप से यह स्थैतिक समय विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य है लेकिन कई अन्य मुद्दे हैं जब हम इस विषय पर बाद में और अधिक विस्तार से चर्चा करेंगे तो वहाँ होंगे सर्किट जैसे समायोजन के झूठे मार्ग का निर्धारण करने जैसे मुद्दे उदाहरण के लिए मैं आपको एक और बात बताता हूं आप इस तरह का एक परिदृश्य रख सकते हैं जैसे कि हमारे पास कुछ कॉम्बीनेशनल सर्किट हैं तो एक फ्लिप फ्लॉप फीडिंग इस तरह से फिर एक कॉम्बिनेशन सर्किट फिर एक फ्लिप फ्लॉप हो सकता है आपके पास ऐसा कुछ हो सकता है कुछ हो सकता है आप फिर से फीडिंग करते हैं जैसे यहां अब यह कहना संभव है कि इस कॉम्बिनेशन सर्किट में बहुत सारे गेट शामिल हो सकते हैं इस सर्किट के कुछ हिस्से को यहां या पीछे लाना संभव है और इस फ्लिप फ्लॉप को श्रृंखला में थोड़ा आगे बढ़ाएं क्योंकि हम क्या इस सर्किट डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 के इन देरी को करने की कोशिश कर रहे हैं अगर यह मिस मैच है तो मान लीजिए डेल्टा 3 डेल्टा 1 या डेल्टा 2 की तुलना में काफी अधिक है तो डेल्टा तीन प्रमुख विलंब होगा जो घड़ी का निर्धारण करेगा अधिकतम क्लॉक फ्रिकवेंसी लेकिन आप हम अगर आप इस फ्लिप फ्लॉप को आगे और पीछे की श्रृंखला में आगे बढ़ाकर इसे संतुलित कर सकते हैं जैसे कि यह डेल्टास लगभग बराबर हो सकता है तो आप क्लॉक फ्रिकवेंसी से संबंधित कुछ अनुकूलन कर सकते हैं इसलिए इन सभी बातों पर हम बाद में चर्चा करेंगे और एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा सर्किट में सिग्नल इंटीग्रिटी और क्रॉसस्टॉक पर विचार कर रहा है अब आप एक सबमिक्रॉन वीएलएसआई चिप में देखते हैं 2 इंटरकनेक्शन तारों के बीच अंतराल बहुत कम है निर्माण त्रुटि के कारण वे और करीब आ सकते हैं तो इस वजह से कि यदि एक लाइन पर एक सिग्नल ट्रांजिशन होता है तो ट्रांजिशन दूसरी रेखा से जुड़ सकता है और यदि आप पर्याप्त सावधानी नहीं बरतते हैं तो जो उन सिग्नल लाइनों के लिए जो अग्रणी है काउंटिंग या कंप्यूटेशन में एक त्रुटि हो सकती है तो सिग्नल इंटीग्रिटी का मतलब है सिग्नल जैसा होना चाहिए लेकिन क्रोसस्टॉक के कारण यह सिग्नल बार बार प्रदूषित हो रहा है या वहां कुछ त्रुटि पेश की गई है इसलिए आपको इस तरह के सिग्नल इंटीग्रिटी औरक्रोसस्टॉक मुद्दों का विश्लेषण करने में सक्षम होना चाहिए और आपको उन चीजों को प्रस्तावित करना चाहिए जिनका पालन करके आप इस तरह की परेशानियों को खत्म या कम कर सकते हैं तो आमतौर पर डिज़ाइन किए गए नियमों का उपयोग किया जाता है जो काफी रूढ़िवादी होते हैं लेकिन यह फायदे है कि यदि आप इस डिज़ाइन नियमों का पालन करते हैं तो आपका अंतिम डिज़ाइन इस तरह की समस्याओं से मुक्त होने की उम्मीद है डिजाइन नियम का मतलब है कि आप कह सकते हैं कि लाइनों में न्यूनतम पृथक्करण यह होना चाहिए तो सभी लाइनों में जो आप बिछा रहे थे सुनिश्चित करें कि न्यूनतम पृथक्करण यह होनी चाहिए वास्तव में संदर्भ समय 1414 यह सिर्फ एक उदाहरण है और एक अन्य उदाहरण यह भी हो सकता है कि आप लाइनों की अधिकतम लंबाई को भी सीमित कर सकते हैं क्योंकि लंबे समय तक एक दूसरे से जुड़ी लाइन वितरित रेस्टिव और कैपेसिटिव प्रभाव आ सकती है जो आगे बढ़ कर न केवल सिग्नल में देरी बल्कि सिग्नल की गिरावट भी हो सकती है सिग्नल अगर आप सिर्फ कुछ अन्य सर्किट को फीड करते हैं तो गिरावट के कारण त्रुटियां हो सकती हैं इसका मतलब यह हो सकता है कि1 को 0 के रूप में पहचाना जा सकता है तो हम यहां एक उदाहरण लेते हैं तो यहाँ आप कुछ गेट दिखाते हैं जहाँ कुछ सिग्नल ट्रांज़िशन इन गेट्स के आउटपुट पर हो रहे हैं दूसरे गेट में ट्रांजिशन पहले गेट की अपेक्षा कुछ देर के बाद में दूसरे गेट में ट्रांजिशन होता है क्योंकि ये 2 इंटरकनेक्शन लाइनें एक दूसरे के समानांतर चल रही हैं और काफी करीब बताती हैं तो यहां कैपेसिटिव कपलिंग होगी इसलिए कैपेसिटिव कपलिंग के कारण ऐसा हो सकता है कि इस दूसरी सिग्नल लाइन में साफ संक्रमण होने की उम्मीद है लेकिन इस तरह से अचानक स्पाइक के बढ़ने के कारण आप इस तरह से यहां अचानक नॉइस सिग्नल का सामना कर सकते हैं और यदि यह नॉइस सिग्नल एंप्लीट्यूड अधिक है और यह सिग्नल किसी अन्य गेट को फीड हो रहा है तो यह अस्थायी रूप से इसे 0 के रूप में पहचान सकता है और फिर 1 फिर से तो यह आगे चलकर समय त्रुटि और गणना में कुछ त्रुटि हो सकती है इसलिए यह केवल एक बहुत ही सरल उदाहरण है जो मैंने दिया है लेकिन यहां हम अपने अगले मॉड्यूल में बहुत अधिक डिले संबंधित मुद्दों और अन्य समस्याओं को देख रहे हैं जहां हमने इन चीजों पर विस्तार से चर्चा की मैंने पहले ही इस क्लॉक का उल्लेख किया है इस क्लॉक और पावर रूटिंग पर कुछ विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि जब आपके पास क्लॉक सिगनल्स होते हैं तो यह सिर्फ विभिन्न बिंदुओं पर सिगनल्स को वितरित करने की अनुमति देने का मुद्दा नहीं है जहां यह होना चाहिए कई अन्य क्लॉक संबंधित पैरामीटर हैं जो इस स्टोरेज एलिमेंट्स के सही संचालन के लिए संतुष्ट होने की आवश्यकता है राइज टाइम फॉल टाइम सेट अप टाइम होल्ड टाइम ऐसे बहुत से देरी से संबंधित पैरामीटर हैं जिन्हें बहुत सावधानी से देखने की आवश्यकता है और यदि आपका डिज़ाइन अच्छा है तो डिले भी सीमा के भीतर रहेगी आपको उन सभी को ध्यान में रखना होगा ताकि क्लॉक फ्रिकवेंसी का एक वास्तविक मूल्य सामने आए जिससे इस सर्किट को सही तरीके से चलाने की उम्मीद रहे इसलिए क्लॉक रूटिंग के लिए आपको डिले स्कूस और हैज़ार्डस जैसे मुद्दों पर विचार करने की आवश्यकता है इससे पहले मैंने जो उदाहरण लिया हम क्लॉक्स के स्कूप के बारे में बात कर रहे हैं क्लॉक स्क्यू का मतलब है कि एक ही क्लॉक एक ही क्लॉक 2 अलग अलग समय में 2 अलग अलग बिंदुओं तक पहुंच रही है लेकिन एच ट्री प्रकार का उपयोग करके सभी इंटरकनेक्शन लंबाई को समान बनाकर इंटरकनेक्शन डिले भी बराबर होने की उम्मीद है इसलिए हम इस स्कू को काफी हद तक कम करने की उम्मीद कर रहे हैं तो यह अब तक एक क्लॉक है लेकिन वीडी और ग्राउंड के साथ पावर रूटिंग के लिए यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण समस्या है क्योंकि एक बात यह है कि हमें डेटा को ले जाने वाले सामान्य सिग्नल के साथ साथ बिजली के सिग्नल को भी नहीं मिलाना चाहिए क्योंकि डेटा भिन्नता को बिजली सिग्नल में युगल नहीं होना चाहिए औरइससे बिजली की आपूर्ति विविधताएं उत्पन्न होती है जो स्वीकार्य नहीं हो सकती हैं इसलिए आमतौर पर बिजली वीडीडी और ग्राउंड Ground के सिग्नल अलग अलग समर्पित धातु परतों पर चलते हैं इसलिए हस्तक्षेप और क्रॉसस्टॉक वहां न्यूनतम हैं इतना ही नहीं कुछ स्थानों में चिप के विभिन्न हिस्सों में बिजली की आवश्यकताओं में भिन्नता होती है कुछ स्थानों पर लाइनें चौड़ी हो सकती हैं और लाइनों को बहुत कम चौड़ी होने की आवश्यकता है तो सिग्नल लाइनों के विपरीत लाइनों की चौड़ाई तय नहीं है कहीं कहीं जहां बहुत अधिक करंट प्रवाहित होने की उम्मीद होती है वहां लाइन चौड़ी हो सकती है बाद में लाइने पतली पतली और पतली होती जाती हैं जैसे कि बिजली की आपूर्ति में विद्युत सिग्नल वितरित किए जाते हैं तो इसके लिए एक प्राथमिक शक्ति की आवश्यकता होगी और यह इस रेखा की ठीक चौड़ाई पर निर्णय लेने के लिए किया जाना चाहिए तो यह वही आरेख है जिसे हमने पहले क्लॉक जनरेटर में देखा था लेकिन जैसा कि मैंने एक वास्तविक क्लॉक वितरण परिदृश्य में कहा था क्लॉक वितरण बिंदु समान रूप से स्थित नहीं हो सकते हैं इसलिए हमारे पास एक परिदृश्य हो सकता है जैसे कि यह छोटी सी प्रक्रिया वे बिंदु हैं जहां मुझे इस सिग्नल को वितरित करने की आवश्यकता है और हो सकता है कि क्लॉक कहीं कहीं केंद्रीय रूप से जनरेट हो इसलिए विभिन्न मापदंडों को निर्धारित करने के लिए मुझे बहुत सारे जटिल विश्लेषण करने की आवश्यकता है इसलिए इन मामलों में क्लॉक स्कू को कम करने की आवश्यकता है इसलिए हम बाद में इस पर कुछ एल्गोरिदम देख रहे होंगे और Vdd और ग्राउंड नेट से संबंधित जैसा कि मैंने कहा कि विभिन्न खंडों में एक वेरिएबल चौड़ाई हो सकती है लाइन चौड़ाई गणना की आवश्यकता होती है जो जटिल होती है और वे आमतौर पर एक अलग धातु परत पर रखी जाती हैं अब आखिरी बात जिस पर हम वीएलएसआई भौतिक डिजाइन के संबंध में चर्चा करेंगे वह प्रक्रिया है जिसे भौतिक सत्यापन कहा जाता है इसके बाद डिजाइन साइन ऑफ किया जाता है आप देखें कि भौतिक सत्यापन क्या है जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि हम भौतिक निरीक्षण के माध्यम से कुछ सत्यापित करने का प्रयास कर रहे हैं अब देखें कि हम प्लेसमेंट राउटिंग आदि के इन सभी चरणों से गुजर चुके हैं और एक बार जब आप एक लेआउट में अच्छी तरह से आ जाते हैं तो जो निरीक्षण आप अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं वह एक स्वचालित तरीका से होता है जो एक अति सूक्ष्म साधनों का उपयोग करते है आपको लेआउट में देखना होगा आप लेआउट में देख सकते हैं और आप वहां विसंगतियों का पता लगा सकते हैं जैसा कि मैंने कहा कि आपके पास कुछ डिज़ाइन नियम हो सकते हैं जैसे 2 तार एक दूसरे के समानांतर चल रहे हैं इसका न्यूनतम अलगाव होना चाहिए अब मैं इसे थोड़ा परिष्कृत करता हूं यदि 2 तार एक ही परत पर चल रहे हैं तो यह अलग होना चाहिए यदि 2 तार अलग अलग परतों पर चल रहे हैं तो अलग होना आवश्यक है इसी तरह परतों की न्यूनतम चौड़ाई यदि यह धातु है तो न्यूनतम चौड़ाई क्या होनी चाहिए यदि यह पॉलीसिलिकॉन है तो चौड़ाई क्या होनी चाहिए डिफ्यूजन की चौड़ाई क्या होनी चाहिए यदि यह एक संपर्क कनेक्शन है तो न्यूनतम आयाम क्या होना चाहिए ये कुछ डिज़ाइन नियम हैं जिन्हें पहले ही परिभाषित किया गया है और जब आप लेआउट का निर्माण कर रहे होते हैं तो बहुत सारे ऑप्टिमाइज़ेशन स्टेप होते हैं जो किया जाते है ऐसा हो सकता है कि किसी एक स्टेप में कुछ बग के कारण डिज़ाइन के कुछ नियम उल्लंघन हो रहा है इसलिए उन उल्लंघनों को अपने लेआउट के साथ रहने देने के बजाय यह हमेशा ऐसा होता है कि आप कुछ लेआउट निष्कर्षण करने के लिए भौतिक डिज़ाइन सत्यापन करते हैं उन डिज़ाइन नियमों में कुछ विसंगतियों को देखने के लिए लेआउट को समग्र रूप से सत्यापित करें और केवल तभी जब आप संतुष्ट हों उसके बाद ही आप तथाकथित डिज़ाइन साइन ऑफ के लिए जा सकते हैं जहाँ आप वास्तव में निर्माण के लिए अपना यह लेआउट डेटा भेज सकते हैं जैसा कि मैंने कहा कि यह लेआउट डेटा आमतौर पर फाउंड्री में निर्माण के लिए कुछ मानक प्रारूप में भेजा जाता है GDS2 एक ऐसा ही लोकप्रिय प्रारूप है जिसका उपयोग किया जाता है इसलिए जैसा कि आप देख सकते हैं जैसा कि मैंने अभी कहा है कि डिजाइन के आकार और जटिलता के कारण भौतिक सत्यापन कार्यप्रणाली आवश्यक हैं निर्माण के लिए एक डिजाइन भेजना देखें कभी कभी हम इसे टेपिंग आउट कहते हैं टैप आउट एक ऐसा शब्द है जो डिज़ाइन घरों में बहुत लोकप्रिय रूप से उपयोग किया जाता है और यह भौतिक सत्यापन एक बहुत अच्छी तरह से परिभाषित प्रक्रिया नहीं है इसीलिए इसे कई पुनरावृत्तियों की आवश्यकता हो सकती है ये कुछ एडहॉक चेक और ऑप्टिमाइज़ेशन जैसे हैं जिन्हें हम आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कुछ वृद्धिशील सुधार तो एक त्रुटि को ठीक करने के पर कुछ अन्य त्रुटि इंजेक्ट हो सकती है आपको इसे लगातार करना होगा और यह पुनरावृत्ति प्रक्रिया आवश्यकता पड़ने पर पुनः जाँच और पुनः परीक्षण हो सकती है तो यह अंतिम प्रक्रिया है जिसे आपको करने की आवश्यकता है और इससे पहले कि आप इसके निर्माण के लिए अपने डिजाइन को टेप करें इससे आपको संतुष्ट होना चाहिए इसलिए जैसा कि मैंने कहा कि डिजाइन नियम की जाँच एक प्रक्रिया है जो बहुत महत्वपूर्ण है न्यूनतम चौड़ाई न्यूनतम पृथक्करण अलग अलग परतें संपर्क के न्यूनतम आकार यह सब निर्दिष्ट करना होगा अब ये अलगाव और ये चौड़ाई आम तौर पर उस बुनियादी सुविधा आकार के संदर्भ में निर्दिष्ट की जाती है जिसे हम लैम्ब्डा कहते हैं इसलिए जैसा कि प्रौद्योगिकियां नीचे बताती हैं 025 माइक्रोन से 018 माइक्रोन से 012 माइक्रोन से आज के समय में यह लगभग 22 नैनो मीटर और इसके बाद में है वे डिजाइन नियमों को बदलते रहते हैं लेकिन सभी नियम बुनियादी सुविधा आकार के लिए हैं 0022 माइक्रोन 22 नैनो मीटर प्रौद्योगिकी के लिए 022 माइक्रोन जहां लैम्ब्डा 0022 माइक्रोन या 22 नैनो मीटर होगा तो उस लैम्ब्डा के पैरामीटर के लिम्बडा के संदर्भ में आप डिजाइन नियमों को परिभाषित करते हैं और आप इस तरह के डिजाइनों को सत्यापित करने की कोशिश करते हैं और आप जो करते हैं वह आमतौर पर किसी प्रकार का टेम्पलेट आधारित मिलान होता है आपने बहुत सारे टेम्प्लेट परिभाषित किए क्योंकि डिजाइन नियम की जाँच मुश्किल हो सकती है आप पूरे नेटलिस्ट के साथ विंडो को खिसकाकर उन टेम्प्लेट से मिलान करने का प्रयास करते हैं कि मैं एक उदाहरण दिखा रहा हूं कि यहां आपके पास इस लाल बॉक्स द्वारा दिखाई गई विंडो है इस लाल बॉक्स में कुछ इस तरह का ज़िगज़ैग के तरह का एक प्रकार का कनेक्शन जहां कुछ न्यूनतम चौड़ाई की उम्मीद है लेकिन कुछ निर्माण त्रुटि के कारण इस रेखा की चौड़ाई कम हो गई है तो यह हमारे डिजाइन नियम का उल्लंघन है तो आप लेआउट में कुछ निरीक्षण कर सकते हैं और यह पता लगाने की कोशिश कर सकते हैं कि इस तरह के डिज़ाइन उल्लंघन मौजूद हैं या नहीं तो यह पैटर्न विभिन्न प्रकार के पैटर्न का एक अलग एब्स्ट्रेक्शन हो सकता है आप इसे स्थानांतरित करते हैं और देखें कि क्या आप इस विंडो के नीचे देखते हैं कि इनमें से किसी एक के साथ मेल खा रहा है यह आम तौर पर किया जाता है और बस मुझ पर भरोसा है कि यह बहुत समय लेने वाली प्रक्रिया है क्योंकि आपको पूरे लेआउट को देखना होगा यह काफी समय लेने वाली प्रक्रिया है लेकिन यह समझ में आता है क्योंकि यह केवल भेजने के बाद होगा फैब्रिकेशन के लिए अपना डिज़ाइन जो फिर से बहुत महंगा है आप इससे पहले कोई त्रुटि नहीं उठा सकते इसलिए एक बार जब आप इससे संतुष्ट हो जाते हैं तो आप अंततः निर्माण के लिए डिज़ाइन भेज सकते हैं टेप कर सकते हैं और उसके बाद अपना अंतिम चिप गढ़ा जाता है इसलिए आपने जो देखा है वह यह है कि हमने बहुत ही उच्च स्तर पर बहुत ही उच्च स्तर की समीक्षा की है आप भौतिक डिजाइन प्रक्रिया में आवश्यक विभिन्न चरणों के बारे में कह सकते हैं जिनसे हम बहुत अधिक व्यवहार करेंगे क्रमिक मॉड्यूल में विस्तार और एक और बात यह भी है कि आप कम पावर डिज़ाइन के बारे में कुछ विशेष विचार कर रहे हैं क्योंकि कम बिजली डिजाइनिंग अब बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि अब आपके द्वारा उपयोग किए जाने वाले अधिकांश कंप्यूटिंग गैजेट बैटरी पर काम करते हैं हमारे कार्यालयों लैपटॉप मोबाइल टैबलेट्स पर डेस्कटॉप वे सभी बैटरी पर काम करते हैं इसलिए बिजली की खपत को कम करना सबसे महत्वपूर्ण है तो यह एक बात है जिस पर भी हम चर्चा करेंगे और इसके साथ ही हम इस व्याख्यान 6 के अंत में आते हैं